व्याख्यान 21 मेथड ऑफ इमेजेस II ग्राउंडेड मेटैलिक सतह और ग्राउंडेड मेटल स्फीयर के सामने पॉइंट चार्ज पिछले व्याख्यान में हमने मेटल की सरफेस या किसी मेटल या सरफेस के सामने रखे गए चार्ज के लिए पोटेंशियल का पता लगाने के लिए यूनीकनेस ऑफ सलूशन का उपयोग किया था जो कि ग्राउंडेड था या जिसके लिए V0 था और हमने पाया कि सरफेस के सामने एक चार्ज q के साथ माइनस चार्ज q चार्ज रखकर पोटेंशियल प्राप्त किया जा सकता है जो कि सरफेस से समान दूरी पर Z पर है हमने सरफेस चार्ज सिग्मा की भी गणना की थी जो कि प्राप्त हुआ था s q2πz0s2z032 अब अगर इसे मेटल की सरफेस के सामने लाया जाए तो इस चार्ज पर क्या फोर्स होगा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इन माइनस चार्जिज़ से आकर्षित होगा जो सतह पर प्रेरित हुए हैं और इसी कारण से यहां एक माइनस चिह्न है इस q से सीधे फोर्स की गणना की जा सकती है ऐसा इसलिए होता है कि चार्ज q पर फोर्सकी गणना इन दो चार्ज के बीच के फोर्सके रूप में की जा सकती है एक चार्ज स्वयं और दूसरा इसका इमेज चार्ज और इसलिए इस पर फोर्स F 14π0q24z02z द्वारा दिया जाता हैऔर यह अट्रैक्टिव फोर्स है तो हम यहाँ माइनस साइन के साथ Z यूनिट वेक्टर लगाते हैं ध्यान दें कि यह 14Z02 के रूप में परिवर्तित होता है मैं आपके लिए इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटीs के द्वारा q पर फोर्स की गणना और यह दिखाना कि यह इसके बराबर है यह एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं चार्ज q के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में क्या है क्या ऐसा है कि हमारे पास एक दूरी Z0पर यह इमेज चार्ज q और इमेज चार्ज माइनस q है क्या मैं पोटेंशियल V को 14π0q22z0 लिख सकता हूं क्योंकि यह दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है और इसका उत्तर है नहीं इसका एक बहुत ही सरल कारण है इसका कारण यह है कि याद करें कि जब हमने किसी दिए गए चार्ज वितरण के कारण पोटेंशियल की गणना करते हैं तो हम इसे 14π0rr rdV लिख सकते हैं और यह उस बिंदु पर अनन्त से चार्ज को लाने में किया गया कार्य है बशर्ते चार्ज डेंसिटी स्थिर रहे अर्थात यह परिवर्तित नहीं हो हालाँकि इस मामले में ध्यान दें कि इस इमेज चार्ज समस्या में चार्जअंदर आता है या बाहर जाता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा Z0 पर निर्भर करता है और इसलिए मैं सीधे इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकता इस सूत्र का उपयोग सीधे मुझे यह जवाब देता है कि एक डेल्टा फ़ंक्शनDelta Function0 है इस मामले में मुझे स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की गणना करनी चाहिए तो चलिए चार्ज q को Z0से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं और वह कार्य अनंत तथा Z0 पर चार्ज कण की पोटेंशियल एनर्जी के अंतर के बराबर होगी तो हम इसकी गणना करते हैं चार्ज पर फोर्स है z14π0q24z2 यदि यह Z की दूरी पर है तो हमारे द्वारा प्रयुक्त फोर्सहोगा z14π0q24z2और इसलिए हमारे द्वारा किया गया कार्य 14π0 q2Z014z2dZ होगा यहां पर dZ Z0 से अनंत तक बढ़ रहा है और इसलिए मुझे 14π0q24z0 V VZ0प्राप्त होगा अनंत का पोटेंशियल जीरो लेते हुए हम लिख सकते हैं VZ0q24π014z0 ध्यान दें कि यह 12Z0नहीं है बल्कि यह 14Z0 है F 14π0q24z2z Vz014π0q2z014z2dz q24π014z0 V0 लेने पर इसे इमेज पोटेंशियल कहते हैं तो V एक ग्राउंडेड सतह के सामने या धातु के सामने Z दूरी के लिए है जोकि जीरो पोटेंशियल पर है एक चार्ज q की पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है 14π0q24z0और इसको इमेज पोटेंशियल कहते हैं मैं फिर से जोर देता हूं यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरह नहीं है जिसे हम दो चार्जिज़ के बीच गणना करते हैं जोकि 2Z0दूरी पर स्थित है क्योंकि इस मामले में जैसे ही आप चार्ज को आगे बढ़ाते हैं टेस्ट चार्ज जो इस मामले में q है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद बदल जाता है इस प्रकार हमने इमेज चार्ज के कारण पोटेंशियल और फोर्स की गणना की है हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की गणना पहले ही कर ली है अब हमें क्या करना है कि इस Z0पर चार्ज की वजह से के कारण पोटेंशियल की गणना करनी है और देखते हैं कि परिणाम क्या रहता है एक संबंधित समस्या जो इमेज विधि का उपयोग करके हल की जा सकती है यह है कि अगर मैं एक स्फीयर को लेता हूं और इसको ग्राउंड करता हूं जिसका अर्थ है कि इस पर पोटेंशियल जीरो है और इसके सामने कुछ दूरी पर एक चार्ज q लें माना कि इस स्फीयर के केंद्र से d दूरी पर लेते हैं ऐसा होता है कि इस मामले में भी मैं अपनी पसंद के फील्ड के बाहर एक और चार्ज प्राप्त कर सकता हूं इसका मतलब है मेरी रुचि का फील्ड यह बाहर का फील्ड है मुझे इस धातु के अंदर चार्ज मिल सकता है ताकि परिसीमा प्रतिबंध संतुष्ट हो यहां परिसीमा प्रतिबंध क्या है V अनंत पर 0 V 0 है यदि मैं इसे केंद्र या मूल के रूप में लेता हूं तो VrR यदि R गोले की त्रिज्या है तो यह भी 0 है अर्थात Vr R 0 यदि मुझे एक और चार्ज मिलता है जो कि q की इस पोटेंशियल के साथ मिलता है तो यह दोनों परिसीमा प्रतिबंध को संतुष्ट करता है तो मुझे अपना हल मिल जाएगा और यह एक अद्वितीय हल होगा तो आइए हम कोशिश करें और देखें कि मैं अंदर केंद्र रेखा के अनुदिश जोकि गोले के केंद्र को जोड़ती है एक चार्ज q रखता हूं एक चार्ज q' और देखते है कि क्या मैं दोनों परिसीमा प्रतिबंध को पूरा कर सकता हूं तो आइए हम r वेक्टर पर पोटेंशियल V लिखें अब मैं इस दिशा मै Z दिशा को लेने जा रहा हूं आप थोड़ा कल्पना करें कि मैंने Z दिशा के लिए इस दिशा को लिया है यदि आपको स्पष्ट नहीं है तो मैं एक दूसरी तस्वीर पेश करता हूं यहाँ मैंने Z दिशा के लिए इस दिशा को लिया है और केंद्र से d दूरी पर यहाँ बाहर की तरफ यह चार्ज q लिया है एक और चार्ज q प्राइम को केंद्र से d प्राइम की दूरी पर केंद्र से चार्ज q को जोड़ने वाली लाइन या Z दिशा के साथ लेते हैं फिर V को मैं लिख सकता हूं कि 14π0q r dz जोकि इस चार्ज q के कारण पोटेंशियल है और इसके साथ इमेज चार्ज के कारण पोटेंशियल को जोड़ना होगा जिसे मैं एक अलग रंग से लिखने जा रहा हूं जो दिया जाएगा 14π0q r dz तो मैंने इसे एक अलग दूरी पर रख दिया है लेकिन धातु के गोले के अंदर ताकि बाहर की तरफ पोइसन का समीकरण समान रहे r dz बराबर है r2d2 2rdcosθ के वर्गमूल के बराबर है और इसी प्रकार r dz बराबर है r2d2 2rdcosθ के वर्गमूल के बराबर है थीटा एक ही रहता है क्योंकि दोनों चार्ज Z अक्ष पर हैं r dzr2d2 2rdcosθ r dzr2d2 2rdcosθ तो अब हम पोटेंशियल V लिखते हैं जो दिया जाएगाVr14π0qr2d2 2drcosθqr2d2 2rdcosθ इन चार्ज को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ कुछ जोड़ तोड़ करने जा रहा हूँ हालाँकि यह प्रारंभ में दो अलग अलग चार्ज और एक सतह जिस पर पोटेंशियल शून्य है को लेकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं लेकिन यहां पर मैं बस थोड़ा जोड़तोड़ करके यह प्राप्त करने जा रहा हूं मैं इसे इस प्रकार लिखने जा रहा हूं V14π0qr1dr2 2drcosθ12qd1rd2 2 rdcosθ12 इस व्यंजक के प्रथम पद में r को कॉमन लिया गया है जबकि द्वितीय पद में d प्राइम को कॉमन लिया गया है यहां पर मुझे क्या चाहिए मैंrRपर V0 के बराबर चाहता हूं Vr14π0qr2d2 2drcosθqr2d2 2rdcosθ14π0qr1dr2 2drcosθ12qd1rd2 2 rdcosθ12 तो आइए हम rको R के बराबर लेते हैं या इसका मतलब यह भी है की rR और इसलिए हम पोटेंशियल लिख सकते हैं इस प्रकार VrR बराबर होगा VrR14π0qR1dR2 2dRcosθ12qd1Rd2 2 Rdcosθ12 मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि यदि मैं qR qd और dRRd इस प्रकार हमारे पास दो अज्ञात qतथा dहै और मुझे दो समीकरण मिले हैं तो यह मुझे प्रदान करता है dR2d जो निश्चित रूप से R से कम है क्योंकि d R से अधिक है और q बराबर होगा q qRd इसलिए मैंने जो प्राप्त किया है वह यह है कि अगर मेरे पास यह R त्रिज्या का गोला है जो ग्राउंडेड है और मैं इसके केंद्र से थोड़ी दूरी d पर एक चार्ज रखता हूं और अगर मैं केंद्र से d dR2d की दूरी पर एक और चार्ज qq qRd यहां रखता हूं तो सतह पर V0 है और rपर V0 है तो हमने ऐसे चार्ज के संयोजन को पाया है जो परिसीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं और इस क्षेत्र में इस गोले के बाहर ∇2V q0यदि यह Z अक्ष पर है तो dZ बन जाएगा इसलिए हमने ऐसे चार्ज के संयोजन को पाया है जो बाहरी क्षेत्र में पोइसन समीकरण को संतुष्ट करता है और साथ ही साथ सभी परिसीमा प्रतिबंध को भी संतुष्ट करता है हमने इन हलो को प्राप्त किया है इसका मतलब है कि इस मामले में पोटेंशियल V Vqतथा Vq का योगफल होगा इसलिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वह यह है कि हल की विशिष्टता का उपयोग करते हुए हम कुछ स्थितियों में गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए हमने दो उदाहरण किए हैं जिसमें एक उदाहरण ग्राउंडेड मेटैलिक सतह के सामने पॉइंट चार्ज और दूसरा उदाहरण ग्राउंडेड गोले या ग्राउंडेड मैटेलिक गोले के सामने पॉइंट चार्ज का है हम इस प्रकार के चार्ज संयोजन पा सकते हैं जो परिसीमा प्रतिबंध और पॉइसन समीकरण को संतुष्ट करते हैं और इसलिए यह मुझे उस स्थिति के लिए सही समाधान देता है मैं उन समस्याओं को आपके अभ्यास लिए छोड़ दूंगा जो मैंने प्लैनर सरफेस के सामने प्लैनर चार्ज के मामले में किए थे और मैं इसे असाइनमेंट में भी दूंगा